तो इस प्रकार पिछले दो व्याख्यानों में हमने विभिन्न रूपों के चल अथवा अचल आकारों की चर्चा की जब हम इसके चल अथवा अचल अवस्था में होने की बात करते हैं तो हम वास्तव में असली और भौतिक गतिशीलता की बात नहीं करते हैं बल्कि हम गति में होने के भ्रम की चर्चा करते हैं जब हम यह कहते हैं कि कोई वस्तु गति में होने का आभास देती है तो यह गतिशील वस्तु की तरह दिखाई देती है किंतु वह वास्तव में गतिशील नहीं होती है हमें काइनेटिक स्कल्पचर के कुछ उदाहरणों को भी लेना चाहिए जोकि गति विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है जहां पर कोई वस्तु वास्तव में गति करती है ऐसी बहुत सी कलाकृतियां हैं जैसे कि अलेक्जेंडर काल्डर की कलाकृतिआपको अवश्य ही इन कलाकृतियों के चल चित्रों को देखना चाहिए जो की बहुत ही अद्भुत है जिनमें कुछ ऐसे सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है जहां पर मूर्तियां वास्तव में गति करते हुए दिखाई देती हैं और यह एक भौतिक गति है आप कुछ अन्य पहलुओं का भी अध्ययन कर सकते हैं जोकि किनेमैटिक एम्पथी पर आधारित हो तो जब हम किनेमैटिक एम्पथी पर आधारित काम करते हैं जैसे कि हम किसी चित्रकार या किसी रचनाकार को दिखाते हैं तो इस प्रकार की गति का भाव देने की कोशिश करते हैं कि देखने वाला व्यक्ति उस गति को अपने अंदर महसूस कर सके यह एक प्रकार का गति को दर्शाने का तरीका है किंतु यह सभी जटिल प्रयोग हैं आइए हम आधारभूत तथ्यों की बात करते हैं कि किस प्रकार पुनरावृति से हम रूप में गति को दर्शा सकते हैं पुनरावृति एक प्रकार का गुण है जो की गति को दिखाने के लिए बहुत ही आवश्यक है हमारे पास पुनरावृति को दिखाने के कई तरीके हैं आइए कुछ उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं तो यह एक गतिशीलता का उदाहरण है जहां पर यह अलग अलग क्रम में घटित हो रही है जैसे कि यदि यह हमारा मुख्य पात्र है जोकि एक यात्रा कर रहा है और एक रास्ते पर चल रहा है जहां पर यह एक पेड़ को पार करते हुए दूसरे क्रम में पहुंच रहा है तो पहले क्रम से दूसरे क्रम तक पहुंचने की यात्रा को हम एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं जैसा कि हम कॉमिक स्ट्रिप्स में पढ़ते हैं कि यह यहां से यहां तक आ रहा है यह दो अलग अलग चित्र हैं किंतु इनके भौतिक ढांचे में समानता की वजह से हम इन्हें एक समान मानकर चलते हैं समानता में कुछ अंतर हो सकता है किंतु हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह दोनों देखने में लगभग एक समान लगे दोनों चित्रों में अंतर इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि एक चित्र का पेड़ दूसरे चित्र के पेड़ से अलग लगने लगे हम इन पात्रों को कुछ डायलॉग भी दे सकते हैं जैसे कि एक पात्र ने कहा नमस्कार क्या आप मुझे एक दिशा के बारे में बता सकते हैं या वह किसी के मकान का पता पूछे और दूसरा पात्र उत्तर दें कि आप यहां से सीधे जाइए फिर बाएं मुड़ जाइए और फिर आप उचित स्थान पर पहुंच जाएंगे तो यह एक प्रकार की संभावना है जिसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं तो अब इसे जानकारी मिल गई है और यह आगे बढ़ता है यह अब दूसरे क्रम में प्रवेश करता है जहां इसे वह घर दिखता है जिसको यह ढूंढ रहा था अब यह घर को देखता है यह यहां तक आता है और हैरान हो जाता है कि वह इस घर के अंदर कैसे जाए क्योंकि इसका दरवाजा बहुत ही छोटा है और व्यक्ति का आकार बड़ा है तो यह क्या करता है यह रेंगते हुए इसके अंदर चला जाता है क्योंकि इसका आकार लचीला है अतः क्रम नंबर 6 में हम शरीर के आधे हिस्से को घर के अंदर और आधे हिस्से को घर के बाहर देखते हैं तो अगले क्रम में हम कुछ गतिशीलता को ना दिखाते हुए यह दिखाएंगे कि यह व्यक्ति खुशी खुशी इसके अंदर बैठ गया है और वह एक किताब पढ़ रहा है इसमें आप उसके एक साथी को भी देख सकते हैं जो पहले से ही इस में सो रहा है तो यह तारों भरी रात में एक किताब को पढ़ने का आनंद ले रहा है तो इस प्रकार हम कहानियां बनाते हैं और गतिशीलता को भी दर्शाते हैं यह कहानी बताने का एक तरीका है जिसमें हम पात्र को बनाते हैं और थोड़ी थोड़ी गतिशीलता को दिखाते हुए बार बार उसी पात्र को बनाते हैं और उसके शरीर के कुछ अंगों में बदलाव को दिखाते हैं ऐसा करके हम देखने वाले को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि अपने पहले के अनुभवों के आधार पर उनको पता चल जाए कि वह क्या देख रहे हैं तो इस प्रकार अधिक शब्दों और डायलॉग का इस्तेमाल ना करते हुए भी हम इसे बना सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि इसमें क्या घटित हो रहा है इसके लिए हमें दैनिक जीवन के कुछ घटनाक्रमों की आवश्यकता होती है और हम ऐसे अद्भुत क्रम को कम से कम शब्दों और कम बातचीत के साथ बना सकते हैं तो इस प्रकार दृश्य अध्ययन में हम ऐसी स्थितियां दर्शाते हैं जैसा कि हम कॉमिक स्ट्रिप या चित्रात्मक उपन्यास या फिर चित्रात्मक कथा में देखते हैं यह तरीका पहले वाले तरीकों से बहुत अलग है किंतु इसमें कुछ समानताएं भी हैं यह एक चित्र है जिसे एक फ्रेम में दिखाया गया है अतः इस फ्रेम में हम पात्र को थोड़े थोड़े अंतराल पर बार बार देखते हैं इस चित्र में इसे 123456 बार बनाया गया है इसलिए 6 7 अलग अलग फ्रेम बनाने की बजाय उन सभी को मिलाकर एक ही फ्रेम में दिखाया गया है तो यह एक सिंगल फ्रेम है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे इस सिंगल फ्रेम में हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो कि चल रहा है और उसी व्यक्ति को इस आकृति में बार बार बनाया गया है किंतु इसे हम एक ही व्यक्ति के तौर पर देख रहे हैं कोई यह नहीं कहेगा कि यहां पर अलग अलग व्यक्तियों का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसमें दिखाई दे रहा है तो यह वास्तव में एक ही पात्र है जिसे अलग अलग अवस्थाओं में दिखाया गया है यह पेड़ से बातें कर रहा है अपनी एक दिशा ढूंढ रहा है और अंततः उस घर को ढूंढ लेता है जहां यह जाना चाहता है और उसके अंदर प्रवेश करता है और आराम से बैठ जाता है तो यह सब चीजें एक सिंगल फ्रेम में घटित हो रही हैं तो यह भी दर्शाने का एक तरीका है और हम इस तरीके के चित्रों को परंपरागत कथात्मक रचनाओं में भी देखते हैं आप इसे पूर्ण जागरण काल से संबंधित कुछ स्थानों पर में भी देख सकते हैं जहां पर आप Masaccio की कलाकृतियों को देखेंगे जो कि पुनर्जागरण काल का एक अहम किरदार था इसने पुनर्जागरण काल के आरंभ में कथासार चित्रों की रचना की जो कि कथासार के सबसे पुराने उदाहरण हैं इसी प्रकार की चीजें हमें भारतीय कला में भी देखने को मिलती है तो एक आकृति को बार बार दोहराने से हमें गतिशीलता का आभास होता है यह एक पात्र एक विशेष आकार का है जिसे कुछ समय तक हम बार बार बना रहे हैं आइए अब हम इसकी गिनती करते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बार हमने इसे बनाया और इसके बाद एक दूसरा पात्र जिसका भौतिक आकार इसके समान ही है किंतु वह आकार में थोड़ा छोटा है तो अब हम इस नई आकृति को 123456 7 बार दोहराते हैं तो इस प्रकार की पुनरावृति से यह हमें गतिशीलता का आभास देता है आपको ऐसा महसूस होगा कि यह चल रहे हैं जबकि पात्र में कोई बदलाव नहीं है और हम सिर्फ आकृतियों को दोहरा रहे हैं अतः पुनरावृति से हम किसी वस्तु के गति में होने का आभास पैदा कर सकते हैं और किसी रचना में गतिशीलता का भ्रम पैदा कर सकते हैं हम एक ऐसा ही अन्य उदाहरण भारतीय कला से लेते हैं जहां पर रूपक का भी इस्तेमाल हुआ है भारतीय कला में रूपक का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है तो यदि हम नाथद्वारा की परंपरागत चित्रकारी का उदाहरण लें यह एक मंदिर है जोकि नाथद्वारा मंदिर में विद्यमान चित्रकारी का लघु रूप है इस स्थान के परंपरागत चित्रकार आज भी इस विरासत को संभाले हुए हैं नाथद्वारा की लघु चित्रकारी में हम कृष्ण के पात्र को नृत्य कला के कथासार के तौर पर देखते हैं जिसे रासलीला के नाम से जाना जाता है रासलीला चित्रकारी में कृष्ण को बहुत सारी गोपियों के साथ नृत्य करते हुए दिखाया गया है जो कि उस क्षेत्र की दूध दहनेवाली स्त्रियां हैं और कृष्ण की सखियां है और कृष्ण के साथ नृत्य करने की इच्छा रखती हैं अब कृष्ण एक व्यक्ति के तौर पर इतनी सारी गोपियों की इच्छाओं को कैसे पूरा करेगा क्योंकि उनकी संख्या अधिक है इसलिए इस कहानी में कृष्ण अपने जादुई शक्ति से बहुत सारे रूपों में विद्यमान होते हैं इस प्रकार हमें कृष्ण अलग अलग गोपियों के साथ नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं तो इस रचना में एक घेरे में गतिशीलता को दिखाया गया है और जिसके मध्य में कृष्ण को दिखाया गया है कृष्ण की यह कृति उसी मूर्ति के समान हैं जो कि हम श्रीनाथजी के नाथद्वारा मंदिर में देखते हैं नाथद्वारा की लघु चित्रकारी में जिसमें हम श्रीनाथजी को मुख्य गोपी के साथ नृत्य करते हुए देखते हैं वह राधा है जो कि मध्य में खड़ी है और बाकी की छवि बढ़ती जाती हैं तो इस पूरी रचना में हमें एक गोल दायरे में कृष्ण के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं जिसमें वह प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं तो यह एक अलग प्रकार का कथा पुनरावृति का उदाहरण है जोकि कला में रूपक और समानता ओं को दिखाने के लिए सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गतिशीलता को दर्शाने के कुछ और भी तरीके हैं जैसे धुंधली रूप रेखाओं से अपेक्षित गतिशीलता को दर्शाना तो हम धीरे धीरे इस प्रकार के सभी उदाहरणों को देखते हैं आइए इसे चित्रकारी से समझते हैं कि यह कैसे काम करता है एक धुंधली सी रूपरेखा चित्रकारी में गतिशीलता का अधिक आभास देती है और यह देखना बहुत ही रोचक होगा कि धुंधली रूपरेखा एक स्थिर रूप के साथ किस प्रकार दर्शाई जाती है उदाहरण के लिए यदि हम इस चित्रकारी के पिछले हिस्से में आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं तब यह और अधिक गतिशील दिखाई देगा तो इस प्रकार पिछले हिस्से को स्थिर अवस्था में रखकर अगले हिस्से में हलचल को दिखाया जाता है तो आइए देखते हैं अभी तक हमने क्या किया हमने एक कंट्रास्ट पैदा किया और इस कंट्रास्ट को हमने अगले हिस्से में धुंधली रूपरेखा के साथ और पिछले हिस्से में स्थिर रूपरेखा के साथ दिखाया ऐसी कुछ आकृतियां हैं जो कि पिछले हिस्से में स्थिर हैं वह आर्किटेक्चरल ढांचे हैं और हमारा अनुभव यह कहता है कि उनमें कोई गति नहीं होती है और यह स्थिर हैं और हमारे पास सामने वाले हिस्से में बहुत से पात्र हैं जोकि बहुत अधिक क्रियाशील है सक्रिय और स्थिरता के साथ यह एक प्रकार का स्थिरता और अस्थिरता का कंट्रास्ट है और इसे यहां पर कई तरीकों से दर्शाने का प्रयास किया गया है यहां पर कुछ क्रोनो फोटोग्राफ्स के उदाहरण है जिसमें फोटोग्राफी के आधुनिक रूप का इस्तेमाल किया गया है वैज्ञानिक अपने कार्य के प्रत्येक क्षण को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति कूदता है या ऊंची छलांग लगाता है और कैमरे की सहायता से उस कार्य के प्रत्येक क्षण को रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो अब आप विश्लेषणात्मक तौर पर समझ गए होंगे कि किस प्रकार क्रिया को होते हुए दिखाया जाता है तो इस प्रकार एक क्रिया बहुत स्थिर गतिशील तत्वों से मिलकर बनती है जो कि किसी भी गति चित्र का मूल तत्व है